कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल के इस कोर्स में आपका स्वागत है इस कोर्स को हम IIT खड़गपुर के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के डॉ संदीप चक्रवर्ती Dr Sandip Chakraborty के साथ संयुक्त होकर करेंगे इसलिए जैसा कि नाम से पता चलता है हम मुख्य रूप से कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल को शामिल करने वाले सभी प्रकार के पहलुओं को देख रहे होंगे इसलिए हालांकि हम सभी कुछ हद तक किसी न किसी रूप में कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करने के आदी है और यह हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है ठीक है कहीं भी कंप्यूटर नेटवर्क में किसी भी प्रकार के डिस्ट्रपशन को वाटर या पावर लेवल डिस्ट्रपशन से कंपेयर किया जा सकता है क्योंकि सब कुछ नेटवर्क के आसपास चलता है और अधिक ई इनेबल सर्विसेज के साथ जैसे कि बैंकिंग से ई मार्केटिंग शुरू करने के लिए किसी भी पहलू पर हम बात करते हैंये ऑल परवेसिव नेटवर्क हो गए हैं और हमें इस पर गौर करने की आवश्यकता है जिसका अर्थ है हमें नेटवर्क के वर्क प्रिंसिपल पर बात करने की आवश्यकता है तो इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य नेटवर्क बैकबोन या नेटवर्क बैकग्राउंड को देखने का है या कौन सी एक्टिविटीज नेटवर्क बैकग्राउंड पर चलती है जो हमें इस पूरे इंटर नेटवर्क को बनाने में मदद करती हैं अगर हम इस पाठ्यक्रम के उस उद्देश्य को देखने की कोशिश करते हैं तो हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि नेटवर्क में दो कंप्यूटर एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं ठीक उसी तरह अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं www टाइप करता हूं या यदि आप www iitkgpacin टाइप करते हैं तो जो भी एक्टिविटीज बैकग्राउंड में चल रही है वह इस page पर डिस्प्ले होती हैं ठीक है या अगर मैं एक मेल भेजता हूं तो वह किस प्रकार के डिवाइसेज या कंपोनेंट पर जाता है हमें यह समझने की आवश्यकता है हम कंप्यूटर नेटवर्क की बेसिक फंक्शनैलिटी को अध्ययन करेंगे और देखेंगे विभिन्न कंपोनेंटस क्या हैं अपने स्वयं के एप्लिकेशन प्रोग्राम या किसी नेटवर्क में स्वयं के प्रोग्राम लिखने के तरीके के बारे में जानें और अन्य पहलुओं को देखने का भी प्रयास करें जैसे कि भविष्य में क्या है हम क्या देख रहे हैं अपनी ज़रूरतों के साथ हमारे विभिन्न पहलुओं को देखते हुए कई नेटवर्क इनेबल एप्लीकेशन के विभिन्न प्रोलिफ्रेशन की ज़रूरतों को देखना तो किस प्रकार के डिज़ाइन या ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें देखने की जरूरत है तो किस तरह से दूसरे अर्थों में क्या महत्त्व है इस कंप्यूटर नेटवर्क का भविष्य क्या है हम इसे देखने के लिए तैयार हैं यह आपकी मदद भी कर सकता है आप में से कुछ जो इस रिसर्च एक्टिविटीज की तलाश कर रहे हैं कुछ रिसर्च निर्देशों का पता लगाने में आपकी मदद कर सकते हैं इसलिए जो हम देखते हैं मोटे तौर पर हमारे पास एक तरफ फंक्शनैलिटीज का एक सेट है और प्रोटोकॉल का एक सेट है हम बाद के लेक्चर में उन दोनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे प्रोटोकॉल से आपका क्या मतलब है यह बहुत ही आम शब्दों में है यह नियमों का एक सेट है जो मुझे कुछ एग्जीक्यूट करने की अनुमति देता है इसलिए अगर मैं नेटवर्क पर कुछ करना चाहता हूं तो मुझे इस प्रोटोकॉल का पालन करना होगा तो नेटवर्क में भी प्रोटोकॉल का एक सेट होता है और इस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए मैं कुछ फंक्शनैलिटीज को अचीव करना चाहता हूं ठीक है जैसे मैं अपने अंडरलाइनग नेटवर्क से एक फ़ाइल ट्रांसफर करना चाहता हूं मैं चाहता हूं यह विशेष लेक्चर इन अंडरलाइनग नेटवर्क का उपयोग करके अलग अलग सेंडरस में ब्रॉड कास्टेड या मल्टी कास्ट हो तो हम इस नेटवर्क कि कई फंक्शनैलिटीज को अचीव करना चाहते हैं ठीक है इस तरह के नेटवर्क में नेटवर्क आर्किटेक्चर कई चीजों के लिए सहायक होना चाहिए हालांकि जनरल आर्किटेक्चर बैकबोन मे मैं कुछ विशेष चीजों पर ध्यान दे सकता हूं जब मैं कुछ करता हूं संदर्भ समय 0431 जैसे कि जनरल टेक्स्टिंग मशीन या ईमेल सर्विसेज या इंटरनेट सर्विसेज से मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन की थोड़ी अलग आवश्यकता हो सकती है वैसे भी जब हम कोर्स से गुजरेंगे तो हम उन विभिन्न पहलुओं को देख रहे होंगे और उसी बीच हम उन फंक्शनैलिटीज को देखेंगे जो एक दूसरे से उन्हें जोड़ता है और ये प्रोटोकॉल मूल रूप से नेटवर्क आर्किटेक्चर है यह एक ब्रॉड व्यू है हम पहलुओं को थोड़ा और गहराई से देखेंगे तो यह नेटवर्क आर्किटेक्चर आखिर क्या है हम यह विजुअलाईज कर सकते हैं कि कैसे दो रिमोट कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो यह मुझे विजुअलाईज करने का एक तरीका देता है कि कैसे अंडरलाइंग नेटवर्क कार्य करेगा मुझे एक प्रोटोकॉल स्टैक की आवश्यकता है जो कि इसे संभाल सके तो अभी नेटवर्क के बारे में भूल जाएंजैसे कि अगर मैं किसी अन्य चीज़ या किसी अन्य पार्टी के साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूं तो मुझे कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स का पालन करने की आवश्यकता है जब मैं लेक्चरस दे रहा हूं तो मैं कुछ प्रोटोकॉल और चीजों के प्रकारों का पालन कर रहा हूं ठीक है तो ये प्रोटोकॉल या नेटवर्क प्रोटोकॉल स्टैक और अंडरलाइंग प्रौद्योगिकी जैसी चीजों के होने से मुझे दो किसी भी सिस्टम के बीच में कम्युनिकेट करने का एक तरीका प्रदान करता है चाहे वह सेम नेटवर्क हो या अलग नेटवर्क में हो एक हो सकता है की IIT खड़गपुर मैं हो और एक दुनिया में कहीं और हो सकता है तो हमारा मूल उद्देश्य यह है कि दो सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं ठीक है यह दो सिस्टम्स या तो वायर्ड कनेक्शन हो सकते है या डायरेक्ट कनेक्शन हो सकते हैं हम देख सकते हैं कि यह संभव है या नहीं और जहां ये दोनों सिस्टम अलग अलग चीजों में कहीं भी हो सकते हैं तो मूल बात यह है कि मेरे पास दो सिस्टम हैं और कहीं न कहीं मैं इन दोनों नेटवर्क इंटरफेस को एक वायर से जोड़ता हूं उन्हें जोड़ने का कोई और तरीका भी हो सकता है और फिर ये दोनों सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं ठीक है यह दो डायरेक्ट सिस्टम्स भी हो सकते हैं तो हमारे पास इन के लिए क्या है हमें इस डिजिटल डेटा को एनालॉग संकेत में बदलने की आवश्यकता है और ठीक इसके विपरीत करने की आवश्यकता है इसलिए जब हम एक वायर को जोड़ते हैं तो यह एक फिजिकल कनेक्शन को बनाते है ठीक है यह दोनों सिस्टम्स फिजिकल रूप से जुड़े हुए है तो मुझे किस चीज की आवश्यकता है मुझे एक फिजिकल वायर की आवश्यकता है और संकेत टिपिकल वायर द्वारा ट्रांसमीट होता है आप पहले की चीजों पर विचार करें पहले हम टेलीफोन लाइनों द्वारा कम्युनिकेट करते थे और अभी भी हम कुछ मामलों में उनका उपयोग करते हैं तो वहाँ क्या है यह मूल रूप से इन कंप्यूटर सिस्टम द्वारा उत्पन्न डिजिटल डेटा को एनालॉग संकेत में कन्वर्ट करता है जो इस वायर द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है दूसरे छोर पर इन सिगनल्स को दोबारा डिजिटल डेटा में कन्वर्ट किया जाता है और सिस्टम में रखा जाता है तो मेरे पास दो सिस्टम्स में दो एप्लीकेशंस हैं वे कुछ डेटा जेनरेट कर रहे हैं अंडरलाइंग नेटवर्क इंटरफेस एनालॉग संकेत में कन्वर्ट करता है तो वह बेसिक कम्युनिकेशन पाथ जो नेटवर्क में कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है उसे हम फिजिकल लेयर कहते है तो हायर लेवल पर प्रोटोकॉल वगैरह का पालन किया जाए इसके लिए मुझे कुछ फिजिकल कनेक्शन बनाने की जरूरत है यह वायर्ड हो सकता है यह वायरलेस हो सकता है यह केबल हो सकता है यह फाइबर हो सकता है यह सामान्य हो सकता है यह ब्लूटूथ हो सकता है यह वाई फाई वगैरह हो सकता है लेकिन मुझे एक फिजिकल कनेक्शन की आवश्यकता है एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए जो संकेत को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाए राइट और फिर अगर मेरे पास एक से अधिक पार्टी हैं जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो दो से अधिक पार्टियां एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं जैसे तीन सिस्टम हैं तो मैं इस वायर को इस तरह कनेक्ट नहीं कर सकता इसलिए मुझे कहीं न कहीं कंसंट्रेटर की जरूरत है या कुछ ऐसा चाहिए जो कई सिस्टम को कम्युनिकेट करने की फैसिलिटी प्रदान करें जैसे कि हब या स्विच डिवाइस जहां यह मल्टी पोर्ट चीजें हैं मैं चीजों से जुड़ सकता हूं और फिर मैं अन्य तीन सिस्टम्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूं इस डिवाइस की प्रॉपर्टी यह है कि यह एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है तो देखने का एक तरीका यह है कि अगर नेटवर्क पर हर कोई सिस्टम एक दूसरे से बात कर रहा है तो चीजों के बीच कोलिशन होता है इसलिए हम जो कहते हैं वे सेम कोलिशन डोमेन में हैं ठीक है वे सेम फिजिकल नेटवर्क के सेम कोलिशन डोमेन में हैं और जब एक कम्युनिकेट करता है तो दूसरे उन्हें सुन सकते हैं या हर कोई सुन सकता है इसलिए वे एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में हैं इसलिए इस तरह की चीजों के लिए यह वायर का एक कंसंट्रेटर हैजहां वायर मूल रूप से समाप्त हो जाते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की अनुमति देते हैं ठीक है तो इन डिवाइसेज की एक और प्रॉपर्टी यह है कि वे एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करते हैं इसलिए यदि संकेत डिग्रेडेशन होता है तो वे एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करते हैं कभी कभी हम कहते हैं कि फिजिकल लेयर पर वे हब या रिपीटर हैं इसलिए वे रिपीट करते हैं वे मूल रूप से संकेत को एनरजाइज करते हैं यह फिजिकल लेयर यहां आवश्यक है यह मीडिया एक्सेस के लिए प्रॉपर शेड्यूलिंग सुनिश्चित करता है अब अंडरलाइंग मीडिया का कहना है कि A B के साथ कम्युनिकेट कर रहा है B C के साथ कम्युनिकेट कर रहा है A C के साथ कम्युनिकेट कर रहा है और इसलिए कुछ कोलिशन होंगे तो कुछ मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल होना चाहिए जिन्हें शेड्यूल किया जाना चाहिए या यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यह एक्सेस कैसे होगा अन्यथा यहां बहुत सारे रिट्रांसमिशन करने पड सकते है अगर फिजिकल लेयर पर यदि सभी चीजें पहली लेयर से जुड़ी हुई हैं तो हमें बहुत अधिक रिट्रांसमिशन करने होंगे जब भी हम पुन प्रयास करते हैं हम बैंडविड्थ खो देते हैं जैसे 4 लोग बात कर रहे हैं या 3 लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं और हर कोई बात करना चाहता है किसी को दूसरों की बात खत्म होने का इंतजार नहीं है तो बहुत सारे कोलिशन होंगे यदि कोलिशन होते हैं तो मान लीजिए कि मैं पार्टी में से एक हूं जो भी मैंने बताया है मुझे फिर से अपनी कहानी कहने की जरूरत है तो इसका मतलब है कि एक रिट्रांसमिशन करना होगा और ऐसा करने में मैं जो कर रहा हूं मैं बैंडविथ खो रहा हूं मैं अधिक समय ले रहा हूं जिससे ओवरऑल कम्युनिकेशन जैसी चीजों में अधिक समय लगेगा या अन्य अर्थों में यह कम्युनिकेशन की बैंडविड्थ खो रहा है यह इनएफिशिएंट हो रहा है फिर भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अब अगले टाइप की चीजें हैं जो हमारे पास लेयर 2 स्विच हैं हम कहते हैं कि ये कम्युनिकेशन डेटा लिंक लेयर पर है ठीक है जहां ये कोलिशन डोमेन विभाजित हैं इसलिए वे हालांकि एक ही ब्रॉडकास्ट सुनते हैं लेकिन कोलिशन कम हो जाते हैं प्रभावी रूप से हम नेटवर्क में उपलब्ध बैंडविड्थ को बढ़ाते हैं तो यह लेयर 2 एक्टिविटी हमें नेटवर्क में बेहतर बैंडविड्थ प्राप्ति की अनुमति देती है इसलिए शुरू में हमारे पास एक फिजिकल लेयर और उसके डिवाइसेज हैं अब हमारे पास लेयर 2 प्रकार के डिवाइसेज हैं यदि A से B B से C C से D या D से E वगैरह के बीच कम्युनिकेशन कोलिशन नहीं हो रहा है तो रिट्रांसमिशन कम है और प्रभावी रूप से हमें बहुत अधिक बैंडविड्थ मिल रही है जिसे हम नेटवर्क के संदर्भ में कहते हैं वे अलग अलग कोलिशन डोमेन में हैं लेकिन अभी भी एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में हैं सुनो वे एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में हैं लेकिन वे अलग अलग कोलिशन डोमेन में हैं अब मान लीजिए मेरे पास कई प्रकार की चीजें हैं जैसे की आपके कार्यालय या विश्वविद्यालय संस्थान हर विभाग में कई लैब क्लास रूम अलग अलग लैब वगैरह हैं जिनमें कंप्यूटर के अलग अलग सेट हैं और हमें इसकी आवश्यकता है इसलिए वहाँ बड़ी संख्या में सिस्टम वर्किंग हैं और जैसे दो ग्रुप हो सकते हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं ठीक है हर ग्रुप के लोग अपने ही ग्रुप में बात कर रहे हैं लेकिन ऐसे भी कुछ समूह है जो एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे है दूसरे अर्थ में उनके द्वारा सुनी जा रही उनकी बातचीत या इस समूह द्वारा सुनी जा रही उनकी बातचीत कोलिशन या नेटवर्क कंजेशन पैदा करेगी ठीक है और इससे बैंडविड्थ की हानि हो सकती है इसलिए मुझे ऐसा करने की आवश्यकता है यदि आप डेटा लिंक लेयर को देखते हैं तो हम उस कोलिशन डोमेन से बच सकते थे भले ही ग्रुप एक दूसरे की बात सुन रहे हो तो वे एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में हैं तब भी हम इस कोलिशन को संभाल सकते हैंभले ही वह एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में हैं ठीक है तो इसे संभालने के लिए हमें इस डेटा को एक से दूसरे में नेटवर्क में फॉरवर्ड करने के लिए एक उपयुक्त तरीका खोजने की आवश्यकता है और इसके लिए हमें एक नेटवर्क लेयर की आवश्यकता होती है एक अन्य केस के बारे में सोचते हैं जैसे मैं कक्षा में हूँ हम नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में चर्चा कर रहे हैं अगली कक्षा के कमरे में कुछ हो सकता है कि इकोनामी की क्लास चल रही हो तो इकोनॉमिक्स या केमिकल बॉन्डिंग पर एक क्लास चल रही है अगर यह एक बड़ी क्लास है जिसमें 2पैरेलल सिस्टम्स है तो हम कह सकते हैं कि वह एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में है मेरा ब्रॉडकास्ट वहां सुना जाता है लेकिन अब अगर यह एक अलग फिजिकल कार्ड मैं है तो मेरा ब्रॉडकास्ट वहां नहीं जाएगा अब यहाँ से वहां कम्युनिकेट करने के लिए मुझे दूसरे तरीके की आवश्यकता है मैं इस विशेष गेट या कमरे से बाहर जाता हूं किसी व्यक्ति को बताता हूं की मैं इसे यहां कम्युनिकेट करना चाहता हूं उदाहरण के लिए मुझे दूसरे क्लास रूम से एक पेन चाहिए इसलिएमुझे जरूरत है कि न केवल कोलिशन डोमेन विभाजित हो यहां ब्रॉडकास्ट डोमेन भी विभाजित हो नेटवर्क के संदर्भ में हम कहते हैं कि ये दो अलग अलग नेटवर्क हैं इन दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए मुझे एक नेटवर्क लेयर के डिवाइस की आवश्यकता होती है जो मुझे कनेक्ट करने की अनुमति देगा तो हम क्या कहते हैं कि यह एक लेयर 3 या नेटवर्क लेयर टाइप के डिवाइस है जहां राउटिंग संभव है इसलिए एक नेटवर्क में डाटा को रूट किया जाता है और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए एक उपयुक्त पाथ खोजता है तो हमें एक लेवल 3 या नेटवर्क लेयर की आवश्यकता होती है उन्हें लेयर 3 स्विच या राउटर के रूप में जाना जाता है इसलिए जब भी हमारे पास इस मामले में अलग अलग नेटवर्क होते हैं अगर आप देखते हैं कि यह एक नेटवर्क हैयह एक और नेटवर्क है जो मिलकर एक नेटवर्क बनाता है तो कम्युनिकेट के लिए मुझे एक L3 स्विच या राउटर की आवश्यकता होती है इस स्थिति में चित्र दिखाता है कि दो पोर्ट जो मल्टी पोर्ट हो सकते हैं आमतौर पर राउटर 4 पोर्ट राउटर और उस प्रकार की चीज होते हैं तो अन्य पोर्ट्स वगैरह से जुड़े अन्य नेटवर्क हो सकते हैं तो वे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं ठीक है तो यह इस तरह से है मेरे पास एक नेटवर्क लेयर टाइप की चीज है तो हम शुरू में यह देखने की कोशिश करते हैं कि फिजिकल रूप से हम दो चीजों से कैसे जुड़ सकते हैं जबकि वे एक ही कोलिशन डोमेन वगैरह में हैं ताकि उस स्थिति को बेहतर बनाया जा सके हमारे पास एक डेटा लिंक लेयर या लेयर 2 प्रकार के स्विच हैं जहाँ हालांकि वे एक ही ब्रॉडकास्ट में हैं कोलिशन विभाजित हैं अब हम दोनों चीजों को विभाजित करते हैं तो वे अलग अलग नेटवर्क हैं ताकि उन्हें जोड़ने के लिए हमें एक लेयर 3 स्विच या राउटर की आवश्यकता हो तो यदि हम देखने की कोशिश करते हैं तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने वाले अलग अलग नेटवर्क हैं और कुछ इंटर बिटवीन लिंक हैं या डेटा लिंक या रोड नेटवर्क की तरह है ये हाई स्पीड कनेक्टेड लिंक या गेटवे हैं जो नेटवर्क में डिवाइसेज के बीच के डेटा पाथ है मेरे पास दुनिया भर में अलग अलग नेटवर्क हैं और वे विभिन्न प्रकार के मकैनिज्म से जुड़े हुए हैं और इन राउटरों पर इस वर्ल्ड लेयर 3 या लेयर 3 प्लस स्विचेस पर वितरित नेटवर्क इन चीजों को किसी भी चीज के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है इसलिए नेटवर्क में कई डिवाइसेज और कई कंप्यूटर हैं तो एक कंप्यूटर यहां कम्युनिकेट करना चाहता है इसे पाथ खोजने की आवश्यकता है या तो यह पाथ या यह पाथ या यह पाथ हमारे रोड नेटवर्क के मामले में कई पाथ हो सकते हैं इसलिए विभिन्न शहर विभिन्न क्षेत्र इन रोड नेटवर्क से जुड़े हुए हैं आपके पास कई रास्ते हो सकते हैं और आपने अपनी आवश्यकता के आधार पर एक ऑप्टिमम पाथ चुना है यहां भीविशेष ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट और अन्य प्रकार की चीजों के आधार पर विशेष मार्ग को चुना जाता है और अगर कोई रुकावट है या अगर पाथ में कुछ कंजेशन है तो वहाँ कुछ अन्य पाथ को चुना जा सकता है इसलिए कई पाथ हैं बल्कि यदि आप यह देखना पसंद करते हैं कि वे सभी कुछ इंडिपेंडेंट पाथ हैं तो वे हैं 4 पर यह विशेष नेटवर्क है या 2 1 पर नेटवर्क हैवे एक दूसरे को नियंत्रित नहीं करते हैं ठीक है इसलिए उन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऑटोनॉमस सिस्टम या ऑटोनॉमस नेटवर्क कहा जाता है और फिर भी यह कम्युनिकेट कर सकता है क्योंकि वे एक अंडरलाइंग प्रोटोकॉल का पालन करते हैं और उसके लिए एक अलग नेटवर्क आर्किटेक्चर है तो मैं कह सकता हूं कि यह तरीका है कि मैं इंटरनेट को आर्किटेक्ट कर सकता हूं या मैं अपने नेटवर्क को आर्किटेक्ट कर सकता हूं तो यह छोटे लेवल पर हो सकता है नेटवर्किंग एक डिपार्टमेंट लेवल में हो सकता है यह एक इंस्टिट्यूट स्केल के पैमाने पर हो सकता है यह एक रीजन स्केल के रूप में हो सकता है यह एक कंट्री लेवल हो सकता है यह इंटरनेट पर हो सकता है ठीक है तो मुख्य बात जो उन्हें बांधती है वह है प्रोटोकॉल पर सहमति करना वे कैसे कम्युनिकेट करते हैं प्रोटोकॉल पर निर्भर करता है और एक नेटवर्क आर्किटेक्चर होना चाहिए जो एक इंस्टॉलेशन से दूसरे इंस्टॉलेशन में भिन्न हो सकता है और यहां तक कि एक इंस्टॉलेशन के भीतर हमारे पास विभिन्न प्रकार की चीजें हो सकती हैं लेकिन फिर भी वे आपको अनुमति देते हैं वे उस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करते हैं ठीक है हम देखते हैं हमने अपने टेलीकॉम सिनेरियो में भी इसे देखा है फिर हम किसी भी चीज़ के लिए कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि वे प्रोटोकॉल का अनुसरण करते हैं वैसे भी इन दिनों डेटा वॉइस और अन्य चीजों को धीरे धीरे अलग किया जा रहा है वे कन्वर्ज नेटवर्क बनते जा रहे हैं और जिस प्रकार की चीजों का वे अनुसरण करते जा रहे हैं वह एक बेहतर सेवा प्रदान करने के की तरफ बढ़ रहे हैं इसलिए जो हम देखते हैं वह यह है कि इस 3 लेयर के साथ हम एंड टू एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी या नेटवर्क में ट्रैफिक कंट्रोल के कुछ प्रकार को करने की कोशिश करते हैं तो कुछ फिजिकल कनेक्शन होना चाहिए हब से हब कनेक्शन के लिए कुछ डेटा लिंक होना चाहिए और नेटवर्क कनेक्शन के लिए नेटवर्क होने के लिए एक नेटवर्क लेयर होनी चाहिए ओवर एंड अबोव हमें एक लेयर की आवश्यकता होती है जिसे ट्रांसपोर्ट कहा जाता है यह प्रोसेस टू प्रोसेस कनेक्शन को संसाधित करने की एक प्रक्रिया है और इसमें बहुत अधिक प्रॉपर्टी है जैसे एरर कंट्रोल ट्रेफिक मैनेजमेंट ट्रैफिक कंट्रोल और विभिन्न अन्य गुण है तो यह नेटवर्क लेयर के ऊपर है राइट तो यह प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रदान करता है एक फिजिकल कनेक्टिविटी है एक हब टू हब कनेक्टिविटी है एक नेटवर्क से नेटवर्क है यहां तक कि सिस्टम से सिस्टम कनेक्टिविटी भी है लेकिन सिस्टम में कई प्रक्रियाएं हो सकती हैं प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन इस ट्रांसपोर्ट लेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है हम देखते हैं कि इस विशेष कोर्स में उन सभी लेयर के साथ काम करेंगे हम चीजों में विवरण में जा रहे हैं लेकिन हम एक ओवरव्यू करने की कोशिश करते हैं कि ये उन लेयरस का स्टैक है जो हमें किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क या इंटर नेटवर्किंग या जिसे आप डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं के साथ कम्युनिकेशन करने की फैसिलिटी प्रदान करता है जब भी एक नोड से दूसरे नोड के लिए कुछ डेटा का एक मूवमेंट होता है तो मुझे इस प्रोटोकोल स्टैक की आवश्यकता होती है लेकिन आप देखते हैं मुझे हमेशा सभी चीजों की आवश्यकता नहीं है ठीक है यदि मेरा डेटा केवल बीच में और दूसरे पॉइंट पर ट्रांसमिट होता है जैसे कि राउटर के बीच तब ट्रांसपोर्ट लेयर तक जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए ठीक है यदि कोई हब से हब कनेक्शन है तो डेटा लिंक लेयर की आवश्यकता नहीं हो सकती है क्योंकि यह डेटा लिंक लेयर तक है इसलिए नेटवर्क लेयर की भी आवश्यकता नहीं है तो इंटरमीडिएट डिवाइसेज उस लेवल तक कार्य कर सकते हैं जो कनेक्ट और कैरी करते हैं तो अंत में हम जो देख रहे हैं वह एक एंड यूजर जोकि एप्लीकेशन है ठीक है इसलिए अंत मैं अगर मुझे एक मेल एप्लिकेशन मिल रहा है तो मुझे मेल एप्लिकेशन की तलाश है जो बदले में कुछ ट्रांसपोर्ट लेयर का उपयोग करता है जो कुछ नेटवर्क लेयर का उपयोग करता है डेटा लिंक और फिजिकल लेयर सभी स्टैक है लेकिन टॉप पर यह एप्लिकेशन लेयर है यह विशिष्ट प्रोटोकॉल स्टैक है जिसे लोकप्रिय रूप से TCPIP प्रोटोकॉल स्टैक के रूप में जाना जाता है जो कि इंटर नेटवर्क पर इस सब पर प्रमुख प्रोटोकॉल है तो यह स्टैक है जिसे हम इस विशेष प्रोटोकॉल स्टैक के सभी पहलुओं में एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे ठीक है तो अब हम क्या करने की कोशिश करते हैं अगर नेटवर्क में कहीं एक सोर्स और डेस्टिनेशन है तो कई और सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच एक पाथ स्थापित किया जाना चाहिए और कम्युनिकेशन को इन पाथ पर जाना चाहिए ठीक है इसलिए हम यह देख सकते हैं कि इन चीजों के लिए इन पाथ के बाद की बारीकियां क्या हैं लेकिन फिर भी मुझे सोर्स से डेस्टिनेशन तक कम्युनिकेट करने के लिए एक पाथ की आवश्यकता है और यह डिफरेंट लेयर का स्ट्रक्चर है तो सोर्स और डेस्टिनेशन पर क्या चीजें चल रही हैं ये मूल रूप से एप्लिकेशन हैं जो यूजर उपयोग कर रहा है ठीक उसी तरह जैसे मैं कहता हूं wwwiitkgpacin तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं एक ब्राउज़र खोल रहा हूं यह ब्राउज़र जैसे फ़ायरफ़ॉक्स या क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है जो कि एक क्लाइंट है और दूसरे छोर पर सर्वर है iit kgp सर्वर है तो यह क्लाइंट wwwiitkgpacin के माध्यम से सर्वर को हिट करता है तो एप्लीकेशंस की बातें चल रही हैं लेकिन यह कम्युनिकेट करने के लिए इस इंटरमीडिएट लेयर का उपयोग कर रहा है ठीक है अब हम इन पहलुओं पर गौर करेंगे तो यह एक एप्लीकेशन स्टैक है जहां यह पूरा प्रोटोकॉल है वहां पर नीचे दिया गया है जिससे एप्लिकेशन से एप्लिकेशन बात कर रहा है यह ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक फिजिकल से होते हुए जाता है और फिर बीच एक लेयर 2 स्विच आता है यदि कोई लेयर 2 स्विच है तो वह पैकेट को डेटा लिंक लेयर तक खोल सकता है बाकी चीजें डेटा लिंक लेयर के लिए एक पेलोड हैं फिर यह किसी रूटिंग डिवाइस पर जाता है और जोकि नेटवर्क लेयर पर है तो यह नेटवर्क लेयर का अर्थ है यह देख सकता है कि यह किस नेटवर्क द्वारा ट्रांसमिट होता है और यह पाथ का पता लगाता है फिर यह एक और लेयर 2 स्विच पर जा सकता है और अंत में इस सर्वर को हिट कर सकता है या अन्य पार्टियों A और B को हिट कर सकता है और इसी तरह एक पैकेट यहाँ से यहाँ तक जाता है दूसरा पैकेट यहाँ से यहाँ तक जाता है और कम्युनिकेशन से चीजें आगे बढ़ती हैं लेकिन इंटरमीडिएट डिवाइसेज पैकेट को उन चीजों तक खोल सकते हैं जो इसे संभाल सकते हैं बाकी चीजों के लिए एक पेलोड है ठीक है अगर यह एक हब था तो यह केवल फिजिकल लेयर तक ही खुल सकता था बाकी चीजें पेलोड है तो आप देखते हैं कि ये डिवाइसेज विभिन्न सोर्स से हो सकते हैं हम अभी भी सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच कम्युनिकेशन को संभाल सकते हैं ठीक है इसलिए यदि हम देखने की कोशिश करते हैं तो हर लेयर पर अलग अलग लोकप्रिय प्रोटोकॉल हैं यदि हम एप्लिकेशन लेयर को देखते हैं तो लोकप्रिय प्रोटोकॉल HTTP है जिसके लिए हम वेब पेजों को एक्सेस करते हैं वगैरह वगैरह जो कि प्रेडोमिनेंट प्रोटोकॉल है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल को नेटवर्क में ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल हैं और SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक प्रेडोमिनेंट प्रोटोकॉल है तो TCP UDP RTP ये ट्रांसपोर्ट लेयर में प्रमुख प्रोटोकॉल हैं हम देखेंगे कि कुछ कनेक्शन ओरिएंटेड हैं कुछ कनेक्शन लेस हैं कुछ रियल टाइम प्रोटोकॉल हैं इसी तरह नेटवर्क लेयर पर हमारे पास IP है जिसे हम IP लेयर भी कहते हैं जैसे IPV4 IPV6 MPLS इत्यादि हैं इसी तरह डेटा लिंक लेयर पर इथरनेट वाई फाई ब्लूटूथ UTMS और LTE चीजों में प्रोटोकॉल के अलग अलग सेट होते हैं मेजर प्रमुख प्रोटोकॉल निश्चित रूप से ईथरनेट और वाई फाई है लेकिन हमारे पास कम्युनिकेट करने के लिए अन्य प्रोटोकॉल हैं फिजिकल लेयर पर फिजिकल कनेक्टिविटी कनेक्शन की फिजिकल कैरेक्टरस्टिक्स होती हैं चाहे वह वायर्ड हो वायरलेस हो अगर यह वायर्ड हो तो वायरिंग के लिए किस प्रकार की सेट ऑफ केबल का उपयोग करना है वह भी सुनिश्चित करती है तो यह कुछ स्टैंडर्ड हैं उनके कम्युनिकेशन के लिए अच्छी तरह से डिफाइन स्टैंडर्ड हैं जो संकेत और डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए हैं उपयोग किया जाता है ठीक है कुछ ऐसे भी प्रोटोकॉल हैं जिन्हें हम किसी विशेष लेयर में नहीं रख सकते हैं जैसे कि अगर आप DNS के बारे में बात करते हैं तो यह कहीं न कहीं एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट के बीच है एसएनएमपी यह ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क के बीच मैं है एआरपी डीएचसीपी ये फिर से दो लेयर्स के बीच में हैं कुछ संदर्भों में ARP को नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल माना जाता है लेकिन फिर भी वे क्रॉस लेयर फिनोमेना का उपयोग करते हैं तो क्रॉस लेयर प्रोटोकॉल वे दो लेयर्स के बीच कनेक्ट होते हैं राइट यदि आप कंप्यूटर नेटवर्क को देखना चाहते हैं तो इसे देखने के दो तरीके हो सकते हैं जैसे कि अगर मैं चीजों का अध्ययन करना चाहता हूं तो एक फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट एप्लिकेशन नीचे से ऊपर चल रहा है तो दूसरा ऊपर से नीचे चल रहा है तो एक बॉटम अप अप्रोच है और एक टॉप डाउन अप्रोच है दोनों अप्रोच को स्वीकार किया जाता है इस विशेष कोर्स में हम इस टॉप डाउन अप्रोच को ले जाएंगे हम एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से शुरू करेंगे और फिजिकल लेयर प्रकारों पर जाएंगे तो हम टॉप डाउन अप्रोच का उपयोग कर रहे हैं ऊपर से हम शुरू करेंगे और फिर नीचे जाएंगे इसलिए हम नेटवर्क के इस इतिहास में बाद में आएंगे मैं आपको बस कुछ रिफरेंस दे दूंगा जो आपको रिफर करने के लिए अच्छा होगा जैसे कि एक पुस्तक Kurose और Ross द्वारा Computer Network पर है मुख्य रूप से हम टॉप डाउन अप्रोच का पालन करेंगे वे बॉटम अप हैं वे मुख्य रूप से इस बॉटम अप का अनुसरण करते हैं लेकिन फिर भी यह वास्तव में शायद ही मायने रखता है कि आप किस पुस्तक रेफर करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क यह टेनेनबॉम द्वारा लिखी गई कंप्यूटर नेटवर्क पुस्तक है एक और पुस्तक है जिसमें पीटरसन द्वारा एक सिस्टम अप्रोच के बारे में बताया गया है और भी अलग अलग सोर्सेस हैं एक अच्छा सोर्स IBM रेडबुक है एक अच्छा संदर्भ है जो इंटरनेट पर है फिर से आप TCPIP गाइड का उल्लेख कर सकते हैं यह ऑनलाइन भी उपलब्ध है तो यह कुछ किताबें है और कई इंटरनेट सोर्स हैं जैसे IETF प्रमुख सोर्सेस में से एक है फिर यहां नेटवर्क प्रोटोकोल से संबंधित RFC रिक्वेस्ट फॉर कमेंट आते हैं इसलिए इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स जैसी साइटों को देखना अच्छा होगा मुझे लगता है कि इसे 1986 में स्थापित किया गया था और कई रिसोर्सेज हैं जो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं जैसे कि ये प्रोटोकॉल कैसे विकसित होते हैं कौन सी नई चीजें डिवेलप हो रही हैं और आगे क्या चल रहा है तो इस के साथ हम अपने पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर को समाप्त करते हैं हम इस इंटरनेट और इंटरनेट तकनीक के बारे में बाद के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे धन्यवाद